ओपन ऑनलाइन कोर्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ़ मशीन टूल्स एंड प्रोसेसेज के 15वे व्याख्यान में स्वागत करते है तो हम प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन कंप्यूटर एडेड ऑफ लाइन प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे पहले एक बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं सीएनसी इंटरपोलेटर के मुख्य कार्यों में से एक है एक्सिस गति के बीच क्रमादेशित अनुपात बनाए रखना इसका मतलब है कि Vx Vy और Vz के बीच जो भी अनुपात प्रोग्राम किया गया है उसे बनाए रखने के लिए स्पिंडल रोटेशन की शुरुआत 2 स्पिंडल स्पीड के बीच इंटरपोलेट इनमें से कोई भी नहीं यहाँ सही उतर है एक्सिस की गति के बीच क्रमादेशित अनुपात बनाए रखना क्यों एक्सिस की गति के बीच क्रमादेशित अनुपात को बनाए रखने और कटर पथ के साथ क्रमबद्ध निरपेक्ष फ़ीड मान बनाए रखने के लिए 2 मुख्य सीएनसी इंटरपोलेटर के 2 कार्य हैं 1 एक्सिस गति के बीच क्रमादेशित अनुपात बनाए रखना और 2 कटर पथ की ओर प्रोग्राम एब्सलूट फिड को बनाए रखना इसलिए कटर पथ के साथ हमें एक विशेष फ़ीड दर को बनाए रखना है और X Y Z जैसे विभिन्न अक्षों के साथ हमें इन एक्सिस फ़ीड मानों का सही अनुपात बनाए रखना होगा जो सुनिश्चित करता है कि सही प्रोफ़ाइल या कंटूर काटा जाएगा सीएनसी में हमारे पास कोई विशिष्ट जिग्स या टेम्प्लेट या कैम इत्यादि नहीं हैं लेकिन सभी कटर पथ जिन्हें निष्पादित किया जाना है वे एक्सिस की गति या एक्सिस की गति के बीच प्रोग्राम अनुपात के बीच सही अनुपात बनाए रखते हुए निष्पादित किए जाते हैं इसलिए A है सही उतर सीएनसी पॉइंट टू पॉइंट टेबल का एक भावी ग्राहक चाहता है कि X एक्सिस बेसिक लेंथ यूनिट को आधा किया जाए और X एक्सिस टेबल स्पीड को दोगुना किया जाए इसलिए यह काफी अपेक्षित है आप चाहेंगे बुनियादी लंबाई इकाई कम और उच्च गति हो X एक्सिस पल्स जनरेटर स्टेपर मोटर को नियोजित करता है जिसमें एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 200 स्टेप होते हैं और एक पल्स प्रति गियरबॉक्स अनुपात आधा के साथ गियरबॉक्स और 4 मिलीमीटर की पिच के साथ लीड स्क्रू होता है मैंने ड्राइंग को शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने अब तक इन समस्याओं में से बहुत कुछ किया है आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो आधा मूल लंबाई इकाई पाने के लिए और टेबल गति दोगुनी करने के लिए 4 संभावित समाधान दिए गए हैं बस पल्स जनरेटर और मोटर के बीच n 2 और X 2 के साथ एक DDA जोड़ें ताकि मोटर को अब एक अलग दर पर पल्स मिल जाए यह निश्चित रूप से उतर नहीं है क्योंकि जब गति को दोगुना करना होता है यदि हम पल्स जनरेटर और मोटर के बीच एक DDA को शामिल करते हैं तो गति केवल कम हो जाएगी क्योंकि DDA इनपुट पल्स दर के बराबर कोई पल्स दर विकसित नहीं कर सकता है यह हमेशा कम होना चाहिए तो यह निश्चित रूप से जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि टेबल की गति निश्चित रूप से कम हो जाएगी गियरबॉक्स को हटा दें अगर हम गियरबॉक्स को हटा दें तो क्या होगा ठीक है गति दोगुनी हो जाएगी क्योंकि गियरबॉक्स का अनुपात आधा था और चूंकि इसे हटा दिया गया था गति आधी नहीं होगी बल्कि यह पिछले मूल्य से दोगुनी होगी लेकिन इससे निश्चित रूप से बुनियादी लंबाई इकाई प्रभावित होगी जो दोगुनी हो जाएगी तो गियरबॉक्स को हटाने से निश्चित रूप से समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि बुनियादी लंबाई इकाई अधिक होने जा रही है इसलिए हम गणना भी नहीं कर रहे हैं हालांकि मैंने एक गणना पृष्ठ शामिल किया है चौगुनी पल्स जनरेटर आवृत्ति जिसका अर्थ है कि पल्स जनरेटर आवृत्ति 4 गुना हो जाते हैं और n 2 और X 2 के साथ एक DDA जोड़ते हैं ठीक यह एक संभावना है हम इसकी जांच करेंगे क्योंकि पल्स जनरेटर आवृत्ति एक बार बढ़ रही है एक संभावित मौका है कि वे दोगुनी गति और इनमें में से कोई भी नहीं हो सकता है तो हम जवाब देखें मैंने पहले 2 मामलों के लिए गणना को शामिल किया है लेकिन मैं इस विशेष एक को भी शामिल करता हूं मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये दोनों निश्चित रूप से हमें कारणों का जवाब नहीं दे सकते हैं अभी हमने चर्चा की है सबसे पहले पिछला मामला क्या था यदि आप गियरबॉक्स हाफ और लीड स्क्रू 4 और स्टेपर मोटर 200 पल्स प्रति रिवॉल्यूशन इत्यादि के साथ गणना ठीक करते हैं तो आप बुनियादी लंबाई इकाई के साथ 10 माइक्रोन और इनपुट आवृत्ति के पिछले वेग 001 के बराबर आएंगे ठीक है इसलिए आवश्यकता आधा मूल लंबाई इकाई का होगा मतलब 5 माइक्रोन और वेग इनपुट आवृत्ति का 002 होगा जिसका मतलब पिछले एक से 001 दोगुना है तो यह हमारी आवश्यकता है यदि यह आवश्यकता है तो हम बुनियादी लंबाई इकाई और X अक्ष टेबल गति के लिए गणना कर सकते हैं ये गणना की जा सकती है मैंने उन्हें शामिल किया है आप उन्हें संदर्भित कर सकते हैं लेकिन हम निश्चित रूप से उन पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की है कि पहले की गति इस प्रक्रिया से कभी भी दोगुनी नहीं हो सकती है इसलिए हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है दूसरे मामले में हम बुनियादी लंबाई इकाई की गणना गलत कर रहे हैं इसका मतलब है कि यह इस शर्त को पूरा नहीं करता है कि यह पिछली बुनियादी लंबाई इकाई से आधी है क्यों जैसा कि हमने चर्चा की यदि आप एक गियरबॉक्स को हटाते हैं जो गति में कमी कर रहा था तो यह बुनियादी लंबाई इकाई को भी कम कर रहा था और यदि आप इसे हटाते हैं तो जाहिर है कि आपको आधा मूल लंबाई इकाई नहीं मिलने वाली है इसलिए यह गलत होना चाहिए तीसरे मामले में मैंने एक गणना शामिल की है वह क्या है पिछली आवृत्ति के 4 गुना की आवृत्ति के साथ शुरू करते हुए हम DDA के माध्यम से जानते हैं आप सूत्र जानते हैं f× X 2n यहाँ आवृत्ति 4f है यहाँ X 2 जैसा कि समस्या में बताया गया है यहाँ n 2 पहला 3 टर्म जब एक साथ गुणा किया जाता है तो हमें प्रति इकाई समय में घुमावों की स्टेपर मोटर संख्या मिलेगी इसलिए इसके बाद अगर हम गियरबॉक्स अनुपात को गुणा करते हैं क्योंकि गियरबॉक्स अभी भी है तो यह इनपुट आवृत्ति है यह DDA है यह स्टेपर मोटर रोटेशन है यह गियरबॉक्स गुणा है और यह लीड पेच पिच प्रति नंबर इनपुट पल्स की संख्या है तो इसीलिए इसे 4F से विभाजित किया जाता है और हम 1200 0005 के बराबर पाते हैं जिसका अर्थ है 5 माइक्रोन यह सही है कि हम इसे चाहते हैं टेबल की गति मूल लंबाई इकाई × पल्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए सरल और इसका मतलब है कि हम 002 × F प्राप्त करने जा रहे हैं जो सही भी है इसलिए 3rd संयोजन हमें बुनियादी लंबाई इकाई का सही मान देगा और जिसे आप इसे टेबल स्पीड कहते हैं इसलिए विकल्प संख्या C सही है अगला सवाल कहता है की एक स्टेपर मोटर 200 स्टेप प्रति रिवॉल्यूशन 14 अनुपात गियरबॉक्स के माध्यम से 5 मिलीमीटर पिच के लीड स्क्रू के साथ जुड़ी हुई थी बुनियादी लंबाई इकाई है हमें बुनियादी लंबाई इकाई का पता लगाना होगा एक बार फिर से यह गणना स्पष्ट है हमारे पास 1200 × 14 होगा जिसका अर्थ है कि 1800 × लीड स्क्रू पिच है जो कि 5 है इसलिए 5 को 800 से विभाजित करने पर हमें 625 माइक्रोन देगा हम देखते हैं हाँ 1200 × 025 × 5 यह 000625 मिलीमीटर के बराबर है जिसका अर्थ है 625 माइक्रोन ठीक है जो कि अच्छा है उसके बाद हम दूसरा MCQ देखते हैं दूसरा MCQ कहता है स्टेप को पोजीशन डाउन काउंटर पर गिना जाता है यह वह आंकड़ा है जिसमें पोजीशन डाउन काउंटर दिखाया गया है और यह एक ग्राहक द्वारा वांछित है कि इस काउंटर का प्रत्येक बिट 10 माइक्रोन को बताता है वर्तमान में प्रत्येक बिट 625 माइक्रोन को बताएगा लेकिन ग्राहक कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यह 10 माइक्रोन हो यह किया जा सकता है तो एक समाधान प्रदान किया जा रहा है यह एक DDA संलग्न करके किया जा सकता है n 8 और X 5 के साथ यदि आपको याद है कि n यहां मौजूद काउंटरों के अंदर बिट्स की संख्या है और X उस काउंटर की सामग्री है जो बार बार अपने आप जुड़ती जा रही है ठीक है मेरा मतलब पिछले परिवर्धन के परिणाम में जोड़ा गया है इसलिए यदि हम याद करते हैं कि टेबल 625 माइक्रोन प्रति पल्स द्वारा स्थानांतरित हो रही है तो जब तक आप स्टेपर मोटर को 8 पल्स को भेजते हैं यदि आप 5 पल्स को पोजीशन डाउन काउंटर में भेज सकते हैं तो सब कुछ संतुलित होगा जिसका मतलब है कि 8 मूल लंबाई की इकाइयां 5 बिट्स के बराबर होंगी जो प्रत्येक में 10 माइक्रोन को रिप्रेजेंट करती है दोनों के लिए 50 माइक्रोन इसलिए जब तक हम यहां पल्स भेजते हैं तब तक हमें 5 पल्स को काउंटर डाउन स्थिति में भेजना चाहिए जिसका अर्थ है कि यदि X 5 और n 3 इसलिए तो यह विशेष पल्स के लिए यहाँ आएगा इनपुट पल्स दर × 5 को 23 से विभाजित किया गया है जिसका अर्थ है 58 और यह सभी शर्तों को पूरा करेगा तो मैंने यहाँ उतर को वैसे ही लिख दिया है जैसे हमने चर्चा की थी यदि आप पोजीशन डाउन काउंटर में 5 पल्स को भेजते हैं तो यह 5 बिट्स की गिरावट को दिखाएगा इसलिए ये बिट्स 50 माइक्रोन का दिखाएंगे इसलिए एक बिट को 10 माइक्रोन का दिखाना चाहिए हमने जो शुरुआत में कहा है कि जब तक 8 पल्स को मोटर में भेजा जाता है तब तक 50 माइक्रोन या 005 मिलीमीटर देने के लिए अगर हम एक ही समय में 5 पल्स को पोजीशन डाउन काउंटर में भेज सकते हैं तो यह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा तो n 3 और X 5 के साथ DDA का उपयोग करें ताकि इसकी आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी इनपुट पल्स फ्रीक्वेंसी × 58 हो इसलिए सही उतर नंबर C n 3 X 5 होगा प्रोग्राम लाइन G91 G01 X40 Y30 F50 के अनुरूप X एक्सिस के साथ मिलीमीटर में प्रति मिनट फ़ीड 40 50 30 इनमें से कोई नहीं है तो सबसे पहले हम जो नोटिस करते हैं वह यह है कि लीनियर इंटरपोलेशन हो रहा है जिसका अर्थ है कि एक विशेष फ़ीड दर के साथ सीधी रेखा गति और G91 का मतलब है कि वृद्धिशील गति को आगे बढ़ाया जा रहा है वृद्धिशील गति का मतलब है X के साथ 40 जिसका मतलब है कि X के साथ 40 मिलीमीटर मूवमेंट हो रहा है 30 मिलीमीटर का मूवमेंट Y के साथ हो रहा है इसलिए हम समझते हैं कि X और Y के साथ वेग भी इस अनुपात में होगा क्योंकि लीनियर मूवमेंट में इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट वेग त्रिकोण विस्थापन त्रिकोण के समान है तो X और Y के साथ मूवमेंट 4 3 होगा और इसलिए मुख्य मार्ग के साथ 50 मिमी मिनट तक फीड वेग होगा यह X के साथ 40 मिलीमीटर प्रति मिनट और Y के साथ 30 मिलीमीटर प्रति मिनट के अनुपात में होगा इसलिए कि 402 302 हमें 502 देंगे इसलिए X अक्ष के साथ 40 मिलीमीटर का उतर है जिसका अर्थ है A सही उतर है यदि सीएनसी मशीन पर कॉन्टूरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ ड्रिलिंग किया जाता है तो हमारे पास एक मशीन है जिसमें कॉन्टूरिंग या निरंतर नियंत्रण प्रणाली होती है मशीनिंग केंद्र मिलिंग मशीन को कहते है ठीक इन मशीनों में लगता है कि आप ड्रिलिंग कर रहे हैं पहले विकल्प में लिखा है कटर व्यास कंपनसेशन लेफ्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कटर व्यास कंपनसेशन राइट का उपयोग किया जाना चाहिए सीएनसी मशीन पर कॉन्टूरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ ड्रिलिंग नहीं किया जा सकता है कटर व्यास कंपनसेशन नहीं है इनमें से कोई नहीं है पहले दो विकल्प कटर व्यास कंपनसेशन लेफ्ट या राइट वे इस चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि बिंदु से बिंदु संचालन जैसे ड्रिलिंग व्यास कंपनसेशन चित्र में नहीं आता है इसकी आवश्यकता नहीं है सीएनसी मशीन पर कॉन्टूरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ ड्रिलिंग नहीं की जा सकती है यह भी सही नहीं है क्योंकि मशीन जो बाहर ले जा सकती है या जिसमें कंटूरिंग कंट्रोल या निरंतर कंट्रोल सिस्टम है वह पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन भी कर सकती है इसलिए C भी सही बात नहीं है कटर व्यास के कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है यह सही है इसलिए d सही उतर है सीएनसी 2 आयामी मिलिंग में एंड मिलिंग कटर के साथ कटर रेडियस कंपनसेशन इसलिए कटर रेडियस कंपनसेशन है इसका मतलब इस प्रश्न में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कटर व्यास कंपनसेशन के रूप में है अंत में मिलिंग कटर के साथ सीएनसी 2 आयामी मिलिंग में कटर त्रिज्या कंपनसेशन का मतलब है कि शायद आप 2 आयामों में एक विशेष समोच्च के चारों ओर काट रहे हैं इसलिए इसका उपयोग कटर के रेडियल रन आउट का पता करें कटर RPM पता करें वर्कपीस ज्योमेट्री से कटर केंद्र स्थान और कटर व्यास पाते हैं इनमें से कोई नहीं यहां तीसरा संख्या c सही है क्योंकि यदि आप किसी विशेष कंटूर के चारों ओर 2 आयामों में कटौती कर रहे हैं तो क्या होता है कि कटर केंद्र एक विशेष स्थान में घूमता है और समीकरणों की संख्या को लागू किए बिना इस कटर केंद्र के स्थान को निर्धारित करना मुश्किल है जिसका अर्थ है मैं संख्या ज्योमेट्री सूत्रों और समीकरणों का समन्वय करें तो इसके बजाय हम कंप्यूटर को वर्कपीस की ज्योमेट्री और कटर व्यास के बारे में बता सकते हैं और इस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए कटर केंद्र के स्थान का पता लगा सकता है कटर एक बिंदु वस्तु नहीं है लेकिन इसमें एक परिमित व्यास होता है जिससे केंद्र रेखा का स्थान काम के टुकड़े से अलग हो जाता है इसलिए C सही है एक सीएनसी मिलिंग मशीन अधिकतम 1000 मिलीमीटर की X यात्रा कर रही है यदि X अक्ष के साथ मूल लंबाई इकाई 0001 मिलीमीटर है तो X DDA का कम से कम आकार है इसलिए हम यहां लीनियर इंटरपोलेटर या उस मामले के लिए हार्डवेयर इंटरपोलेटर के बारे में बात कर रहे हैं और यह हम उस प्रक्षेप में X डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर का उल्लेख कर रहे हैं इसलिए यदि अधिकतम X यात्रा 1000 मिलीमीटर हो और मूल लंबाई इकाई 0001 मिलीमीटर हो उस स्थिति में X DDA का कम से कम आकार होगा 20 बिट इनमें से कोई नहीं © 10 बिट्स 16 बिट्स यहां मैं आपके पास समस्या छोड़ दूंगा आपको पहले यह चुनना होगा कि आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए जिसे X DDA के अंदर समायोजित किया जाना है हम यह कैसे पता लगा सकते हैं यात्रा के दौरान सीएनसी मशीन को X के साथ ले जाना पड़ सकता है जो इन आंकड़ों से अधिकतम संभव है मूल लंबाई इकाई द्वारा विभाजित 1000 मिलीमीटर हमें कुल लंबाई की मूल इकाई की संख्या प्रदान करता है जो अधिकतम संभव यात्रा में निहित होती है इसलिए 1000 मिलीमीटर 1000 को 0001 से विभाजित किया जाता है जिसका अर्थ है 106 बुनियादी लंबाई इकाई इसलिए हमें आकार का पता लगाना होगा X DDA जो 106 को समायोजित करने में सक्षम होगा उदाहरण के लिए यदि आपके पास 16 बिट्स हैं तो DDA का आकार अधिकतम संख्या होगा जो 216 1 समायोजित कर सकता है तो आपको जो करना है वह है अपना कैलकुलेटर खोलें पता करें आपको 220 1 216 1 210 1 का पता लगाना होगा और यह पता लगाना होगा कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 106 को समायोजित कर सकती है इसलिए मैं इसे आपको छोड़ देता हूं मुझे यकीन है कि आप हल करने में सक्षम होंगे लाइन नंबर 2 के निष्पादन के लिए Vx Vy का अनुपात है इसलिए यह पुनः इंटरपोलेटर से है तो हमारे पास लाइन नंबर 1 G90 है G90 का मतलब है कि हमारे पास पूर्ण गति है इसलिए G90 G00 X0055 और Y2030 है लाइन नंबर 2 G01 को पढ़ता है इसका मतलब है कि अब हम एक रेखीय में घूम रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन X1255 के साथ इसलिए हम एब्सलूट मोशन के लिए लाइन नंबर 1 से लाइन संख्या 2 तक बढ़ रहे हैं X के साथ वृद्धिशील गति 12 मिलीमीटर और Y के साथ वृद्धिशील गति 5 मिलीमीटर X के साथ 12 मिलीमीटर Y के साथ 5 मिलीमीटर और फ़ीड 200 है इसलिए Vx और Vy के अनुपात की आवश्यकता होती है Vx और Vy का अनुपात XΔY होगा जिसका अर्थ है 125 इसलिए पहला विकल्प सही है एक डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर को 3000 पल्स प्रति मिनट का उत्सर्जन करना है यदि इनपुट पल्स फ़्रीक्वेंसी f 6000 मिनट प्रति मिनट है तो f 6000 और n 4 बिट्स है DDA के अंदर की सामग्री जो बार बार जुड़ जाती है इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है X 24 × 6000 3000 या X 8 एक सीएनसी प्रोग्राम में मिरर इमेजिंग पॉइंट टू पॉइंट में नहीं किया जा सकता मशीनों निरंतर नियंत्रण मशीनों के मामले में नहीं किया जा सकता है उपरोक्त दोनों प्रकार की मशीनों में किया जा सकता है दोनों में नहीं किया जा सकता है तो d स्पष्ट रूप से गलत है अगर यह दोनों में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है तो इसका अस्तित्व नहीं होता और a और b वे भी गलत हैं मिरर इमेजिंग को पॉइंट टू पॉइंट दोनों के साथ साथ नियंत्रण मशीनों को जारी रखा जा सकता है इसलिए विकल्प c सही है दिखाए गए मोशन की दिशा में निम्नलिखित भाग के लिए हम उपयोग करेंगे क कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट और बी कटर रेडियस कंपनसेशन राइट जो एक है जो हम उपयोग कर रहे हैं तो कटर को यहां छोटे वृत्त के रूप में दिखाया गया है कटर को ऊपर से देखा जाता है यह है कहते हैं बस एक मिलिंग कटर इस तरह घूम रहा है घूम रहा है और चारों ओर इस तरह से घूम रहा है इसलिए गति की दिशा राइट है और गति की दिशा में देख रही है और हम पाते हैं कि कटर को वर्कपीस कंटूर से दाईं ओर स्थानांतरित किया जाना है इसलिए यह वर्कपीस कंटूर है और अगर हमें कटर को कट की दिशा में देख रहे दाएं तरफ शिफ्ट करना है तो यह राइट टूल कंपनसेशन है इसलिए B सही है कटर कंपनसेशन राइट का उपयोग यहां किया जाना है जो कि G42 B सही है तो एक GTL उदाहरण यदि l1 और c1 पहले से ही परिभाषित हैं तो आइए देखते हैं कि कौन सा l1 है l1 क्या यह रेखा दिशा की ओर निर्देशित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और c1 यह चक्र है क्लाकवाइज की सूझबूझ घुमाव या समझ की ये दिशाएँ इन रेखाओं और वृत्तों की परिभाषा में शामिल हैं त्रिज्या 10 मिलीमीटर वाले छोटे वृत्त c2 की परिभाषा GTL में c2 l1 c1 r 10 आदि होगी कुछ विकल्प प्रदान किए गए हैं आइए हम देखें कि कौन सा सही हो सकता है पहले हमें एक देखें I1 के साथ ड्राइविंग करते हुए आप अपनी कार को लेन c1 में स्थानांतरित करना चाहते हैं इसलिए आप l1 के साथ गाड़ी चला रहे हैं आप यहां से शुरू कर रहे हैं आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप इस विशेष शॉर्टकट को ठीक से लेते हैं और यह मोड़ आपको इस विशेष मार्ग पर ले जाता है ठीक है आप कह सकते हैं मैं बस इस तरह क्यों नहीं चलता और फिर इस तरह नहीं यह अनुमति नहीं है आपको इसे एक शॉर्टकट के रूप में उपयोग करना होगा जहां आप हमेशा एक स्मूथ लाइन में सही दिशा बनाए रखें इसलिए यदि आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अंततः आप c1 के विपरीत दिशा में समाप्त हो रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं है क्योंकि आप केवल c1 दिशा के साथ समाप्त करने वाले हैं आप विपरीत c1 में समाप्त कर रहे हैं इसलिए पहला निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता और वास्तव में चूंकि यह r 10 है यह परिभाषित किया गया है कि यह सही है तो यह भी क्लाकवाइज के साथ एक चक्र को परिभाषित करेगा और यह स्पष्ट रूप से काउंटर क्लॉक वाइज है इसलिए यह निश्चित रूप से वैसे भी गलत होगा दूसरा दूसरा c1 के साथ ड्राइविंग करता है आप समाप्त कर रहे हैं इसलिए आप c1 के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं जो अच्छा है और आप इस विशेष मोड़ को ले कर समाप्त कर रहे हैं आप I1 दिशा में समाप्त कर रहे हैं ठीक है यह I1 दिशा है यह अच्छा और r 10 है जिसका अर्थ है काउंटर क्लॉक वाइज वृत्त यह भी काउंटर क्लॉक वाइज वृत्त है लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए इस विशेष परिभाषा की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह मेजर आर्क को c2 के साथ ले जा रहा है एक बार जब सब कुछ सही हो जाता है तो आपको आगे की जाँच करनी होगी कि क्या एक मेजर आर्क या एक माइनर आर्क परिभाषा में शामिल है इसलिए दूसरी परिभाषा को मेजर आर्क की अनुमति नहीं है c2 l1 तो आप इस तरह से आ रहे हैं l1 और समाप्त कर रहे है क्षमा करें यह एक मिसप्रिंट है कृपया ध्यान दें यह तीसरी परिभाषा में c1 होना चाहिए I1 आप इस तरह से चल रहे हैं और आप c1 दिशा में समाप्त कर रहे हैं यह c1 दिशा है इस विशेष परिभाषा में सब कुछ सही है और जिस डायवर्सन को आप ले रहे हैं वह भी काउंटर क्लॉक वाइज है इसलिए C सही है ठीक है तो इसके साथ ही 15वें व्याख्यान का समाप्ति होता है बहुत बहुत धन्यवाद